मित्रों नमस्कार पिछले व्याख्यान में हमने UAV के डिज़ाइन में आने वाली छोटी समस्याओं को देखा और चर्चा करी कि टेल सेटिंग एंगल क्या होगा टेल और विंग की सापेक्ष सतिहति क्या होगी और आज भी हम उसी सांख्यिक प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे पर आज हम आपके एलीवेटर योग्यता के बारे में विचार करेंगे एक एलीवेटर का क्या महत्व है जैसा आप जानते हैं कल हमने देखा था कि वायु यान के स्थैतिक रूप से स्थिर होने के लिए Cm विरुद्ध या Cm विरुद्ध CL के वक्र की स्लोप ऋणात्मक होनी चाहिए और इसकाCm0 धनात्मक होना चाहिए किसी विशिष्ट CL पर ट्रिम करने के लिए इसका टेल सेटिंग एंगल क्या होगा इसकी गणना भी की मान लीजिये आप वायु यान को उच्च मान पर ट्रिम कराना चाहते हैं तब आप एलीवेटर की सेटिंग बदल कर CLtrim को ऊपर ले जा सकते हैं यह था एलीवेटर के विस्थापन के लिए जो शून्य है और ऋणात्मक मानों के लिए है इसी तरह धनात्मक मानों के लिए आपकी कर्व इस तरफ हट जाएगी इस निरूपण से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ स्लोप समान रहती है स्लोप तो समान रहेगी पर आप देख रहे हैं कि Cm0 या पिचिंग मोमेंट और साथ ही लिफ्ट के परिवर्तन में बदलाव होता है जब भी आप एलीवेटर नियंत्रण सतह का उपयोग करते हैं अब एलीवेटर में विस्थापन से लिफ्ट में बदलाव दिया गया है CLCLee जहाँ CLe नियंत्रण सतह के विस्थापन से उत्पन्न लिफ्ट कोएफ़िशिएंट के बदलाव के बराबर है इस मामले में यह है एलीवेटर हम यह भी जानते हैं कि लिफ्ट कोएफिसिएंट CLCL0CLCLee इसी तरह एलीवेटर के विस्थापन से आपकी पिचिंग मोमेंट भी बदलेगी क्योंकि स्लोप सामान है इस लिए पिचिंग मोमेंट कोएफ़िशिएंट है CmCmee जहाँ Cme बराबर है नियंत्रक सतह यहाँ पर एलीवेटर में दिए गए विस्थापन से उत्पन्न पिचिंग मोमेंट कोएफ़िशिएंट में परिवर्तन के बराबर यह पद Cme जाना जाता है एलीवेटर कंट्रोल पावर के नाम से आपकी नियंत्रक सतह कितनी असरदार है यह इस वायुगतिकीय गुणांक एलीवेटर कंट्रोल पावर से मालूम होती है जितना बड़ा Cme होगा उतना ही ज्यादा आपकी नियंत्रण शक्ति होगी पिचिंग मोमेंट के नियंत्रण के लिए किसी विमान का संपूर्ण पिचिंग मोमेंट दिया जाता है CmCm0CmCmee द्वारा अब लिफ्ट में परिवर्तन CL St S CLt St S CLtee के द्वारा मिलता है अब यह पद CLte इसे हम लिख सकते हैं CLte CLttte यह आप पहले ही जानते हो इसको CLtसे निरूपित करते हैं और आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से पिचिंग मोमेंट कोएफ़िशिएंट में वृद्धि है Cm V H CLt इस पद का क्या मान है हम इस पद को इसके समतुल्य Cm V H CLtee से बदल देंगे जिससे हमें मिलेगा C m e V H CLt हमने एक नया पद लाए हैं इस का मान हम एक ग्राफ से लेते हैं जो साधारणतः दिया हुआ होता है यह एक डिज़ाइन मापदंड है मैं आपको ग्राफ दे रहा हूँ यह का मान है और यह है कंट्रोल सरफेस एरिया भागे लिफ्टिंग सरफेस एरिया और माना जाता है की यह आपकी टेल है और यह आपका एलीवेटर या कण्ट्रोल सरफेस है यह मान होगा संभावित कंट्रोल सरफेस का क्षेत्र फल बटा यह कंट्रोल सरफेस और यह है पूरा टेल का क्षेत्र फल इसको St से निरूपित करते हैं यह अनुपात मूल रूप से ScfSt है का यह मान विरुद्ध कंट्रोल सरफेस एरिया भागे लिफ्टिंग सरफेस एरिया परिवर्तित होता रहता है जैसे कि 02 04 06 08 0765431 01234567 इस लिये किसी भी कंट्रोल सरफेस चाहे वह आपकी टेल हो या अइलेरों आप मूल रूप से की गणना इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं इसके लिए आपको क्षेत्र फल की गणना करनी होगी और साधारणतः इसे 045 से 06 के मध्य लेने से अच्छा फल मिलता है मान लें हम को 05 लेते हैं और मैं जानता हूँ कि टेल सरफेस एरिया क्या होगा तब मैं कंट्रोल सरफेस एरिया की गणना कर सकता हूँ यह होगा 05St इन सभी गणनाओं के आधार पर जो सूत्र हमने प्राप्त किया है और जो का मान हम निकालेंगे उनके अनुसार delta e deflection कितना होगा जिससे विमान एक उच्च मान पर या वांछित मान पर ट्रिम कर सकेगा इसके लिए हमें etrim required के लिए एक सम्बन्ध स्थापित करना होगा इसलिए वायु यान को ट्रिम करने के लिए वांछित एलीवेटर एंगल आप जानते हैं कि ट्रिम करने के लिए परिणामी पिचिंग मोमेंट 0 होनी चाहिए और हम यह भी जानते हैं कि हमें पिचिंग मोमेंट कोएफ़िशिएंट मिलता है CmCm0Cm trim Cme etrim इस समीकरण से इस पद को शून्य लेने पर हमें मिलता है etrim Cm0 CmtrimCme हमारा एक और समीकरण है लिफ्ट कोएफ़िशिएंट के लिए जो देता है यह है समीकरण 1 2 3

अब इस मान के निकल जाने बाद वांछित ट्रिम एंगल क्या है एलीवेटर एंगल क्या है जिससे ट्रिम कराया जा सके अब हम कल के सांख्यिक प्रश्न को फिर लेंगे कुछ मान जो हमें पिछले सांख्यिक प्रश्न से मिले थे यथा विंग के लिए CL W था 494 प्रति रेडियन और जो सूत्र हमने आज निकला है किCme V H CLt 07 1 421 05 147 कल हमने गणना की थी कि इसका मान 421 प्रति रेडियन है इसी तरह से को हमने निकला था कि CLe StS CLt इसी तरह से CLeके लिए St कल हमने निकला था कि St 0 14 वर्ग मीटर था और S का मान था 06875 वर्ग मीटर यह मान इस समीकरण में रखने पर रखने पर CLe StS CLt 01406875142105 0428 अब Cm CLW Cm f V H CLt हमने देखा है कि CLW बराबर था 494 XCGके हमने इसे लिया था 0185 मीटर ac था 01207 मीटर और c जो कि मीन एयरोडायनामिक कॉर्ड है 0279 सरलीकरण के लिए हम मान लेते हैं कि Cmfuselageबराबर है 0 के और का मान हमने गत व्याख्यान में 0346 निकाला था अब इन मानों को समीकरण मन रखने से Cm 494 0185 012070279 1 07 421 1 0346 या Cm 07908 अब CLetrim की गणना के लिए अपेक्षित सभी पदों का मान हमने निकल लिया है और बीते कल से हम जानते हैं कि Cm0 बराबर था 0063 के सरलता के लिए हम गणना करेंगे कि CLके स्थान पर यह संपूर्ण विमान का लिफ्ट कोएफ़िशिएंट है पर सरलीकरण के लिए हम इसे CLW लेंगे इस तरह हमने देख है कि हम Cm0 Cmwing Cmके मान जानते हैं और इस तरह हमने CLtrim की गणना कर ली है हम उस स्थिति को लेंगे कि CL के किस किस मान पर वायु यान को ट्रिम कराना है मुझे CL0 का मान मालूम है जो था 0237 Cm Cmeकी गणना हम कर चुके हैं CLCD0K इस तरह हमने सभी पैरामीटरों को निकल लिया है कल हमने देखा कि हम विमान को 0657 पर ट्रिम कराने वाले थे और इसके लिए हमने Cm0 का की गणना CLपर की जो बराबर थी 0237 के या बराबर था 0 के इस लिए आज मैं विमान को यहाँ कहीं ट्रिम कराने वाला हूँ और इसके लिए शर्त है न्यूनतम ड्रैग की न्यूनतम ड्रैग के लिए CLCD0K मैं मान रहा हूँ कि CD0 004 यह एक प्रारंभिक अनुमान है अब हम अगर यह मान रखते हैं तो हमें मिलेगा CLCD0ARe00490908 0956 अब हमारा नया ट्रिम मान है 0956 अब हम 0956 पर ट्रिम करने वाले हैं और ऐसा करने के लिए etrimrequiredक्या होगा इसकी मुझे गणना करनी होगी और इस डिफ्लेक्शन को जानने लिए हमने सभी सभी पैरामीटरों को निकल लिया है

धन्यवाद इस व्याख्यान में इतना ही